नमस्ते इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है तो यह सेंसर पर हमारे पिछले कुछ मॉड्यूल की निरंतरता है तो हमने अब तक हमारे हीटर सहित कई प्रकार के सेंसर देखे हैं और फिर आपके पास हीटर पर इंटरडिजिटेड इलेक्ट्रोड हैं फिर आपने देखा कि इन कोशिकाओं या ऊतकों के प्रतिबाधा परिवर्तन को मापने के लिए सेंसर का उपयोग कैसे किया जा सकता है फिर आपने देखा कि हम पाइज़ोरेसिस्टिव माइक्रो कैंटीलीवर की सहायता से किसी पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्म में परिवर्तन को किस प्रकार नाप सकते हैं और फिर हमने यह भी देखा कि हम विशेष रोगियों के लिए दवा की पहचान करने के लिए या किसी अन्य तरीके से रोगी केंद्रित मंच के लिए ड्रग स्क्रीनिंग टूल कैसे डिजाइन कर सकते हैं हमने यह भी देखा है कि सेंसर का उपयोग एंटीबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण को समझने के लिए किया जा सकता है कि कौन सा एंटीबायोटिक उस विशेष बैक्टीरिया के लिए प्रभावी होगा अब आइए माइक्रोफ्लूडिक चिप देखें जिसका उपयोग एंजियोजेनेसिस और एंटी एंजियोजेनेसिस गुणों को समझने के लिए किया जा सकता है तो अब वास्तव में एंजियोजेनेसिस का क्या अर्थ है और उपचारों के विभिन्न संयोजन क्या हैं जिनका उपयोग यह समझने के लिए किया जा सकता है कि हम एंजियोजेनेसिस को कैसे रोक सकते हैं तो एंजियोजेनेसिस रक्त वाहिकाओं का बढ़ना है और एक तरह से जब कैंसर होता है तो पोषण कैंसर क्या है यह हमारे शरीर की एक ऐसी ही कोशिका है इसलिए यदि आप जानते हैं कि यदि आप अधिक कुख्यात हैं तो आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है यदि आप कम कुख्यात हैं तो उसी स्थान पर शांत बैठे रहने से आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कुख्यात कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है यदि हम कुख्यात कोशिकाओं को ऊर्जा देना बंद कर दें तो क्या होगा कोशिकाएं मर जाएगी तो कैंसर कुख्यात कोशिकाएं हैं और हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कार्बोहाइड्रेट हैं कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आता है गेहूं चावल सभी तरह के बर्गर पिज्जा आलू और चीनी के बाद कार्बोहाइड्रेट चीनी दूध से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है इसलिए अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत को काट दूं तो कैंसर कोशिकाओं या कोशिकाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत बंद हो गया है तो अन्य स्रोत क्या हो सकते हैं मैं इसके बजाय सभी सब्जियों या सभी फलों का उपयोग कैसे करूं इस सब्जी में कुछ मात्रा में कार्ब्स होते हैं फलों में कार्ब की मात्रा होती है लेकिन बहुत सारे फाइबर होते हैं तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्बोहाइड्रेट को काटना कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान नहीं करने का एक तरीका हो सकता है फिर कोशिकाएं अपनी वसा कोशिकाओं का उपयोग करना शुरू कर देती हैं इसलिए वसा कोशिकाएं भंग हो जाएगी और यह एक तरीका है यदि आप किटोसिस को समझते हैं कि यह कैसे काम करता है लेकिन अगर कैंसर की बात आती है तो बात यह है कि इसे किसी भी अन्य कोशिका की तरह ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा के साथ साथ उसे और क्या चाहिए इसके लिए रक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है और कोशिका को ऊर्जा रक्त के माध्यम से आएगी तो रक्त प्रवाहित होना चाहिए और पोषक तत्व रक्त के माध्यम से उस कोशिका में फैल जाएंगे तो रक्त प्रवाहित करने के लिए कैंसरयुक्त ऊतक की ओर वाहिकाओं का निर्माण होना चाहिए वाहिकाओं के इस निर्माण को एंजियोजेनेसिस कहा जाता है अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि कैंसर ऊतक कैसा दिखता है और अतिरिक्त सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कैसे खोजा जाता है और यदि आप स्लाइड देखते हैं तो जहाजों का निर्माण कैसे होता है तो मान लीजिए कि यह एक कोशिका है यह एक ऊतक है ऊतक बहुत सारी कोशिकाओं का संगठन है यह ऊतक बहुत कुछ से ढका होता है अतिरिक्त कोशिकीय मैट्रिक्स से आच्छादित होता है यह एक कैंसर ऊतक है अब क्या होगा कि ऊतक को ऊर्जा प्रदान करने के लिए वाहिकाओं का निर्माण होता है वाहिकाओं का निर्माण V 1 V 2 जिसके माध्यम से पोषण प्रवाहित होगा और फिर इन जहाजों को आगे कोशिकाओं में विभाजित किया जाएगा तो जिसके माध्यम से पोषण प्रवाहित होगा मैं बस अतिरिक्त सेलुलर मैट्रिक्स को हटा दूंगा ये कोशिकाएं हैं और फिर वाहिकाओं का निर्माण होता है और फिर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं यही बात वेसल 2 और फिर वेसल 3 और इसी तरह से होती है ये वाहिकाएँ रक्त ले जाएगी यह वाहिकाएँ रक्त को ले जा रही हैं इसके माध्यम से कोशिकाओं में फैल जाएगी और यह कैंसरयुक्त ऊतक के भीतर प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगी प्रत्येक कोशिका कैंसरयुक्त ऊतक के भीतर हैं इन वाहिकाओं के माध्यम से पोषण कैंसर के ऊतकों में कोशिका तक पहुंच जाएगा और इस प्रकार कोशिकाओं को आगे बढ़ने में मदद करेगा इस प्रकार ऊतकों को और बढ़ने में मदद मिलेगी हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हम वाहिकाओं के निर्माण को रोकने के लिए किसी दवा या दो दवाओं के संयोजन का उपयोग कर सकते हैं अगर मैं इस वेसल का बनना बंद कर दूं तो क्या होगा अगर मैं इस पोत का बनना बंद कर दूं तो क्या होगा कि ट्यूमर तक पहुंचने वाला पोषण कम हो जाएगा मैं इस तरह के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए माइक्रोफ्लूडिक प्लेटफॉर्म कैसे डिजाइन कर सकता हूं तो उसके लिए यदि आप इस विशेष योजनाबद्ध को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह एक पोत का प्रतिनिधि है लाल वाला यह कैंसर है यह ECM मैट्रिक्स है अब क्या होगा कि इससे रक्त बहेगा और ट्यूमर में फैल जाएगा यही हमने चर्चा की है तो यह माइक्रोफ्लूडिक प्लेटफॉर्म हमें यह समझने में कैसे मदद करेगा कि किस दवा को एंटी एंजियोजेनेसिस है आप यहां भी देखें यह चैनल 1 है यह चैनल 2 है और इस क्षेत्र के बीच में एक मैत्रिजेल कोशिकाएं क्या हैं एंडोथेलियल कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो वाहिकाओं को बनाने में मदद करती हैं रक्त ले जाने वाली वाहिकाओं को बनाने में मदद करती हैंयह कोशिकाएं तो अब मैं इन एंडोथेलियल कोशिकाओं पर मीडिया प्रवाहित करूंगा और मैं केवल मीडिया के साथ कैंसर कोशिकाओं को लोड करूंगा मैं इसे प्रवाहित नहीं करूंगा क्योंकि रक्त का प्रवाह वाहिकाओं में होता है न कि अतिरिक्त कोशिकीय मैट्रिक्स होती है जो पोषण प्रदान करती है यह माध्यम पोषण प्रदान करेगा लेकिन यह स्थिर स्थिति में है हम इसे प्रवाहित नहीं कर रहे हैं यह स्थिर है तो मैंने जो कहा वह यह है कि चैनल 1 में मीडिया होगा लेकिन बहने वाला मीडिया नहीं चैनल 2 में मीडिया का प्रवाह है कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए मीडिया एक समाधान है मीडिया समाधान है जो कोशिकाओं को बरकरार रखने के लिए पोषण नहीं है बीच में क्या है यह मैट्रीजेल वहां है अब मैं देखूंगा कि चैनलों का निर्माण कैसे होता है क्योंकि साइटोकिन्स की रिहाई से चैनल 2 से चैनल 1 की ओर रक्त वाहिकाओं का निर्माण होता है जब मैं इसे 48 घंटों के लिए प्रवाहित करता हूं तो मैं देखूंगा कि चैनल 2 से चैनल 1 की ओर एक चैनल बन रहा है मैं इन वेसल के निर्माण को रोकना चाहता हूं इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं मैं चैनल 1 में दवा 1 के साथ अपने कैंसर कोशिकाओं का इलाज करूंगा और फिर से देखूंगा कि ये वाहिकाएं चैनल 2 से चैनल 1 तक कैसे बन रही हैं फिर मैं कैंसर कोशिकाओं में चैनल में कोशिकाओं का इलाज करूंगा जो कि दवा 2 के साथ हैं फिर से मैं अध्ययन करता हूं चैनलों का निर्माण फिर मैं दवा 1 प्लस ड्रग 2 के साथ कैंसर कोशिका का इलाज करता हूं और मैं फिर से चैनल नंबर 2 से चैनल नंबर 1 तक वेसल के गठन की जांच करूंगा मैं जो खोजूंगा वह तब एक दवा है जो प्रभावी है या दवा का संयोजन जो प्रभावी है चैनलों का बनना बंद हो जाएगा या चैनल इस तरह टूट जाएंगे क्योंकि चैनल टूट गए हैं या चैनल नहीं बन रहे हैं तो रक्त से पोषण कैंसर तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि पोषक तत्वों को ले जाने वाला कोई चैनल नहीं है तो विचार यह है कि इस माइक्रोफ्लूडिक प्रणाली को कैसे डिजाइन किया जाए और यह माइक्रोफ्लूडिक प्रणाली विभिन्न दवाओं के संयोजन को समझने का एक मंच होगा इसलिए हम यह अध्ययन करेंगे कि कक्षा में इसे कैसे गढ़ा जाए मैं अगले प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा अब यह एक लचीला MEMS सेंसर है और यह ऊतक के विद्युत और यांत्रिक गुणों को समझने के लिए है यहाँ क्या है

अगर मैं देखूं कि यह ओम की तरह दिखता है तो यह क्या है यह एक स्ट्रेन गेज है इसका मतलब है अगर मैं इस विशेष प्लेटफॉर्म पर दबाव डालता हूं तो तनाव में बदलाव होगा और यह एक पीजोरेसिस्टिव स्ट्रेन गेज है तो स्ट्रेन गेज में प्रतिरोध में परिवर्तन होगा स्ट्रेन गेज का प्रतिरोध बदल जाएगा तो अगर मैं आवेदन करता हूँ अगर मैं इस विशेष चिप के केंद्र में एक ऊतक डालता हूं और यदि मैं बल लगाता हूं तो ऊतक की लोच के आधार पर स्ट्रेन गेज के प्रतिरोध में परिवर्तन होगा इस स्ट्रेन गेज पर दूसरी बात स्ट्रेन गेज की सारणी पर हमारे पास एक इन्सुलेट सामग्री होती है जिसके ऊपर सोने के पैड होते हैं ये सोने के पैड 1 2 3 4 5 6 7 8 है और मैं एक सोने के पैड को ज़ूम करता हूं जो मुझे मिलता है मुझे लगता है कि सोने का पैड ऐसा दिखता है क्योंकि गोल्ड पैड के नीचे इंसुलेटिंग मैटेरियल होता है वह इन्सुलेट सामग्री क्या है इन्सुलेट सामग्री मेरी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक इन्सुलेट सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है और हमारे पास तल पर एक स्ट्रेन गेज है तो यह स्ट्रेन गेज इंसुलेटिंग सामग्री की तरह है जिस पर आपके पास सोने के पैड हैं अब इस सोने के पैड पर मैं इस खंभे की तरह कुछ खंभे बनाऊंगा और मैं एक धातु के साथ इन स्तंभों को कवर करने के लिए लिफ्ट ऑफ तकनीक नामक एक प्रक्रिया का प्रदर्शन करूंगा अब जब मैं इन खंभों पर टिश्यू रखूंगा तो क्या होगा मैं इन खंभों पर इस तरह टिश्यू रख दूं और यदि मैं बल लगाता हूं तो मान लें कि मेरे पास उपकरण हैं मेरे पास एक उपकरण है जो इस तरह दिखता है और इसमें सोने का पैड है यह एक सोने का पैड है और इस सोने के पैड से कुछ संबंध है तो यह एक कनेक्टिंग वायर है यह इंडेंटर है क्या होगा यदि मैं ऊतक पर इस इंडेंटर के साथ एक बल लागू करता हूं जो कि मैं यहां लागू कर रहा हूं एक सेंसर के रूप में बल की मात्रा ऊतक की लोच या ऊतक की कठोरता पर आधारित होती है अगर मैं इस इंडेंटर के माध्यम से एक बल लागू करता हूं तो आप इस इंडेंटर का ऊतक पर बल लागू करते हैं तो सेंसर द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल की मात्रा ऊतक की कठोरता पर आधारित होगी दूसरा बिंदु यह है कि यदि मैं एक वोल्टेज लागू करता हूं तो आप देखते हैं कि एक सोने का पैड है तो एक वोल्टेज लागू करें मान लें कि V 2 यह V1 और V 2 के बीच का वोल्टेज है पैड 1 और पैड 2 हैं फिर इस ऊतक के प्रतिरोध के आधार पर मुझे करंट में अलग अलग बदलाव दिखाई देंगे यदि मैं शीर्ष पैड और निचले पैड के बीच एक वोल्टेज लागू करता हूं तो शीर्ष पर इंडेंटर होता है नीचे वाली चिप पर होता है और यदि मैं दो पैडों के बीच वोल्टेज लगाता हूं तो मैं ऊतक के प्रतिरोध में परिवर्तन देख पाऊंगा इस प्रकार आप विद्युत संपत्ति को माप सकते हैं जो प्रतिरोध और यांत्रिक संपत्ति है जो इस विशेष चिप की मदद से ऊतक की कठोरता है तो एक यांत्रिक सेंसर है और फिर एक विद्युत सेंसर है दोनों एक ही चिप पर एकीकृत हैं और इस चिप का उपयोग इस विद्युत यांत्रिक गुणों में शुरुआत से लेकर रोग की प्रगति तक के परिवर्तन को मापने के लिए किया जा सकता है चूंकि यह लचीली सामग्री से बना है इसलिए हम इसे मोड़ सकते हैं और फिर मैं इसे आपके द्वारा निर्मित करने के बाद आपको दिखाऊंगा इस सेंसर को अपने प्रयोगों के लिए कैसे उपयोग करें मुझे सेंसर के अगले भाग पर जाने दें और यह इम्यूनोथेरेपी पर है एक माइक्रोफ्लूडिक चिप जो प्रभावकारिता इम्यूनोथेरेपी दवाओं को समझने के लिए है इम्यूनोथेरेपी दवाओं की प्रभावकारिता को समझने के लिए माइक्रोफ्लूडिक चिप तो यहां विचार यह है कि यदि तीन दवाएं हैं I 2 आईटी 1 आईटी 2 और आईटी 3 ये हैं इम्यूनोथेरेपी दवा 1 इम्यूनोथेरेपी दवा 2 इम्यूनोथेरेपी दवा 3 दो रोगी हैं हमें 3 में से कौन सी दवा रोगी 1 और रोगी 2 को देनी है हम कैसे डिजाइन करेंगे हम कैसे जानेंगे कि रोगी 1 पर 3 में से कौन से दवा अधिक प्रभावी होगी किस दवा का प्रभाव अधिक होगा वही बात रोगी 2 के लिए जाती है तो आपको एक रोगी केंद्रित मंच तैयार करना होगा जो डॉक्टर को यह पहचानने में मदद कर सके कि कौन सी दवा की सदस्यता लेनी है या कौन सी दवा रोगी 1 को दी जानी चाहिए या कौन सी दवा रोगी 2 को दी गई या बाजार में उपलब्ध दवाओं में से दी जानी चाहिए इम्यूनोथेरेपी के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे तो ऐसा करने का एक तरीका ट्रांसवेल का उपयोग करना है तो ट्रांसवेल में मैं रोगी से कोशिकाएं लूंगा और फिर मैं गोलाकार विकसित करूंगा तो मैं कोशिकाओं को लूंगा मैं एक U बॉटम प्लेट में रखूंगा और जब तक मैं देखूंगा कि U बॉटम प्लेट में ये प्लम्प्ड स्फेरॉइड कहा जाता है तो इन स्फेरॉइड प्लस मैट्रीगेल है यहां हमारे पास T कोशिकाएं हैं अब साइटोकिन्स की रिहाई के कारण T कोशिकाओं में तब होता है जब आप कहते हैं कि T कोशिकाएं एक तरह से सफेद रक्त कोशिकाएं हैं और बुनियादी T रेगुलेटरी सेल हो सकते हैं CD 4 सेल CD 8 सेल CD 4 सेल को हेल्पर सेल भी कहा जाता है CD 8 सेल को किलर सेल भी कहा जाता है इसलिए जब हम T कोशिकाओं को कैंसर स्फेरॉइड के ऊपर रखते हैं जो मैट्रीगेल से ढके होते हैं तो 48 घंटों के बाद यदि हम T कोशिकाओं को बाहर निकालते हैं और फ्लो साइटोमेट्री विश्लेषण करते हैं हम पाएंगे कि CD 4 CD 8 अनुपात अलग है CD 4 CD 8 अनुपात अलग है अब इसी तरह मैं 3 अलग अलग ट्रांसवेल लेता हूं और यह ट्रांसवेल इस तरह दिखता है और मैं स्फेरॉइड को मैट्रीगेल से लोड करता हूं यदि तीन हैं तो हमें इसे एक समान रखना चाहिए और फिर यहाँ कोशिकाएं हैं जो आपकी T कोशिकाएं हैं इन T कोशिकाओं का इलाज इम्यूनोथेरेपी दवा 1 से किया जाता है इन T कोशिकाओं का इलाज इम्यूनोथेरेपी दवा 2 से किया जाता है इन T कोशिकाओं का इलाज इम्यूनोथेरेपी दवा 3 से किया जाता है अब 48 घंटों के बाद जब मैं यहां से T सेल निकालता हूं और मैं CD 4 CD 8 एकाग्रता को मापता हूं या फिर इसे अनुपात में प्लॉट करता हूं वही काम मैं यहां के लिए करूंगा क्या होगा कि जो दवा वहां ज्यादा असरदार होगी उसमें किलर सेल्स की संख्या ज्यादा होगी जो दवा अधिक प्रभावी होगी उसमें CD 8 कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी तो इस प्लेटफार्म से हम चुन सकते हैं कि हमारे मरीज के लिए कौन सी इम्यूनोथेरेपी दवा काम करेगी इसलिए इसका उपयोग रोगी केंद्रित मंच के रूप में किया जा सकता है इसमें क्या कठिनाई है आप यहां जो कठिनाई देख सकते हैं वह यह है कि इनमें से प्रत्येक एक स्थिर मंच है ये तीनों एक स्थिर मंच है हमें क्या चाहिए हमें गतिशील मंच की आवश्यकता है हमें गतिशील मंच की आवश्यकता क्यों है क्योंकि हमारा शरीर गतिशील है और इसलिए आपको इम्यूनोथेरेपी दवाओं इम्यूनोथेरेपी दवाओं की प्रभावकारिता को समझने के लिए एक माइक्रोफ्लूडिक चिप की आवश्यकता होती है और एक तरह से हम डायनेमिक प्लेटफार्म में चल सकते हैं जो कि आपकी माइक्रोफ्लूडिक चिप है तो हम देखेंगे कि आप इस माइक्रोफ्लूडिक चिप को पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में कैसे डिजाइन कर सकते हैं और मैं यहां इन दो अलग अलग सेंसर के बारे में चर्चा करना बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि आपके पास एक छोटे मॉड्यूल हैं आपके लिए बहुत से नए शब्दों को समझना आसान होगा जो कहने लगे कि निश्चित रूप से आपने इस विशेष मॉड्यूल जैसे एंजियोजेनेसिस सेल कैंसर कोशिकाओं में सीखा है मैट्रीगेल अतिरिक्त सेलुलर मैट्रिक्स जैसे दवा की प्रभावकारिता दवा की स्क्रीनिंग फ्लो साइटोमेट्री माइक्रोफ्लूडिक चिप तो इस अंतिम कुछ मिनटों में आपने बहुत सी चीजें सीखी हैं प्रभावकारिता इसका क्या मतलब है प्रवाह साइटोमेट्री यह कैसे काम करता है तो बहुत सी चीजें जो मैं कहता हूं आपको शब्दों को पकड़ना होगा और प्रत्येक प्रयोग को विस्तार से देखना होगा क्योंकि मैं इस विशेष पाठ्यक्रम में सब कुछ शामिल नहीं कर सकता क्योंकि वह स्वयं एक अलग पाठ्यक्रम का हिस्सा है इसलिए मैं यहां रुकूंगा और केवल एक ही विचार जो मैं दिखाना चाहता था वह यह है कि आप इस इम्यूनोथेरेपी दवा का उपयोग करने के तरीके का अध्ययन करने के लिए एक माइक्रोफ्लूडिक प्लेटफॉर्म डिजाइन कर सकते हैं इसलिए मैं आपको इसे इस मंच पर दिखाने दूंगा और फिर हम व्याख्यान को रोक देंगे यदि आप माइक्रोफ्लूडिक प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं तो दो चैनल चैनल 1 और चैनल 2 हैं हम प्रवाह कर सकते हैं ये दोनों चैनल एक बिंदु पर विलय कर रहे हैं जैसे यहां दोनों चैनल विलय कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले मध्य क्षेत्र में स्फेरॉइड पंप की मदद से हम इस प्रवाह को 48 घंटे तक कर सकते हैं एक इनलेट है और एक आउटलेट है इसलिए यदि आप प्रवाह के बाद इनलेट को आउटलेट से जोड़ते हैं तो यह वापस आ जाएगा और फिर से प्रवाहित होगा इसलिए जब आप इसे 48 घंटों के लिए अनुमति देते हैं तो 48 घंटों के बाद आप CD 4 CD 8 एकाग्रता की जांच कर सकते हैं और फिर आप दवा T कोशिकाओं के साथ दवा 1 का इलाज करते हैं और फिर इसे 48 घंटों के लिए प्रवाहित करते हैं CD 4 CD 8 ड्रग 2 में बदलाव को फिर से 48 घंटे में समझें CD 4 CD 8 दवा 3 में बदलाव देखें फिर 48 घंटे CD 4 CD 8 में बदलाव देखें और CD 8 की मात्रा अधिक हो तो आप उस दवा का उपयोग रोगी केंद्रित मंच के रूप में करें यह मौजूदा ट्रांसवेल की तुलना में एक गतिशील प्रणाली या एक गतिशील मंच के रूप में एक माइक्रोफ्लूडिक चिप का उपयोग करने का एक विचार है और फिर हम बात करेंगे कि PD 1 क्या है PD L1 क्या है जब हम वास्तव में देखते हैं कि हम अपनी प्रक्रिया में इस विशेष चिप को कैसे बना सकते हैं तो यह एक इम्यूनो चेक पॉइंट है मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि PD 1 PD L 1 क्या है कैंसर सेल कैसा दिखता है यह अध्ययन का एक हिस्सा है लेकिन चूंकि हम इम्यूनोथेरेपी दवा और परीक्षण T इम्यूनोथेरेपी दवा को समझ रहे हैं इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि इस विशेष शोध क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली विभिन्न शब्दावली क्या है तो यहाँ मैं अपनी कक्षा रोक देता हूँ अगली कक्षा में हम एक बहुत ही दिलचस्प समस्या देखेंगे जिसे इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है या वास्तव में एक समस्या नहीं है एक ऐसी तकनीक जो लोग काम कर रहे हैं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की पहचान करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक नाक है जो एक बीमारी का पता लगाने का एक गैर आक्रामक तरीका है क्या हम एक ऐसी प्रणाली तैयार कर सकते हैं जो हमें सांस के हस्ताक्षर को समझने से ही बीमारी की पहचान करने में मदद कर सके मैं उस श्वास से जो कुछ भी बाहर निकाल रहा हूं क्या मैं किसी विशेष बीमारी की पहचान कर सकता हूं हम देखेंगे कि उस विशेष एप्लिकेशन के लिए सेंसर कैसे तैयार किए जा सकते हैं लेकिन यह विश्लेषण करना महत्वपूर्ण क्यों है हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे धन्यवाद